इस व्याख्यान में हम पल्स एक्साइटेसन्स के लिए सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम के रेस्पॉन्स पर चर्चा करेंगे एक पल्स एक्साइटेसन एक फाॅर्स है समय पर बदलते रहने वाला फाॅर्स जो एक छोटी अवधि के लिए कार्य कर रहा है और इस प्रकार के एक्साइटेसन्स विस्फोट या एक्सप्लोसंस के दौरान होते है तो पल्स एक्साइटेसन के लिए एक फोर्सिंग फंक्शन कैसे दिखेगा तो फाॅर्स यहाँ एक समय पर बदलने वाला फाॅर्स है लेकिन यह केवल थोड़े समय के लिए ही कार्य करेगा यह एक एक और उदाहरण है पल्स का त्रिकोणीय आकार की पल्स का यह एक आयताकार पल्स है तो इस मामले में फाॅर्स स्थिर रहेगा लेकिन फिर से यह थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो यह एक और उदाहरण है और यह हाफ साइन पल्स है अब आइए देखें कि हम इस प्रकार के पल्स एक्साइटेसन्स के कारण सिस्टम के रेस्पॉन्स का मूल्यांकन कैसे करते हैं इस पल्स एक्साइटेसन के कारण सिस्टम में एक फोर्स्ड वाईब्रेशन और एक फ्री वाईब्रेशन होगा इसलिए जब यह फाॅर्स कार्य कर रहा होता है तो सिस्टम फोर्स्ड वाईब्रेशन के अधीन होगा और एक बार जब फाॅर्स रुक जाता है यानी इस समय के बाद सिस्टम फ्री वाईब्रेशन के अधीन होगा और वह फ्री वाईब्रेशन इस पल्स के अंत में सिस्टम के वेग और डिसप्लेमेंट पर निर्भर करेगा जब t td के बराबर होता है अब तक हमने विभिन्न प्रकार के फोर्सिंग फंक्शन्स के तहत सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के रेस्पॉन्स को खोजने के लिए अलग अलग तरीके सीखे हैं हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना सीखा है जो कि सिस्टम की गति का समीकरण है और रेस्पॉन्स पता लगाना हमने डुहामेल इंटीग्रल भी सीखा तो हम किसी भी प्रकार के फाॅर्स को इम्पल्स फंक्शन्स की एक श्रृंखला के रूप में मान सकते हैं और फिर हम रेस्पॉन्स खोजने के लिए डुहामेल इंटीग्रल्स का उपयोग कर सकते हैं और इन पल्स एक्साइटेसन्स के लिए हम सरल फंक्शन्स के सुपरपोजिशन का भी उपयोग कर सकते हैं इसका मतलब है हम एक पल्स को सरल अन्य फोर्सेज के सुपरपोजिशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस आयताकार पल्स को इन दो फोर्सिंग फंक्शन्स के योग के रूप में माना जा सकता है तो यह एक स्टेप फाॅर्स है जो समय बराबर 0 से शुरू होता है और जिसका परिमाण p होता है और यह एक और स्टेप फाॅर्स है जो कुछ समय बाद शुरू होता है और इसका परिमाण माइनस p होता है इसलिए यदि आप इन दो स्टेप फोर्सेज के कारण रेस्पॉन्स जोड़ते हैं तो हमें इस पल्स के कारण रेस्पॉन्स मिलेगा और पिछले व्याख्यानों में हमने सीखा है कि स्टेप फंक्शन्स के कारण रेस्पॉन्स कैसे प्राप्त करें अब आइए हम आयताकार पल्स एक्साइटेसन्स के लिए सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के रेस्पॉन्स का पता लगाएं

यह एक अनडेमप्ड सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम की गति का समीकरण है और पल्स एक्साइटेसन उस पर कार्य कर रही है एक आयताकार पल्स उस पर कार्य कर रही है तो p0 पल्स का एम्पलीटूड है और यह अवधि td के लिए मौजूद है तो हम फाॅर्स को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं यदि t td से कम है और t td से बड़ा है तो फाॅर्स 0 है तो हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं और रेस्पॉन्स पा सकते हैं इसलिए जब t td से कम होता है तो इस पल्स के दौरान सिस्टम फोर्स्ड वाईब्रेशन के अधीन होगा तो हम रेस्पॉन्स इस प्रकार पा सकते हैं पिछले व्याख्यान में हमने एक स्टेप फाॅर्स के कारण रेस्पॉन्स प्राप्त किया है तो वही व्यंजक मान्य है जब t td से कम है क्योंकि उस समय के दौरान पल्स सिस्टम पर कार्य करने वाले स्टेप फाॅर्स होते हैं तो रेस्पॉन्स एक स्टेप फाॅर्स के लिए समान है जिसका परिमाण p 0 है और यह p 0 बाई k 1 माइनस cos ओमेगा n t के बराबर है तो हम अनडेमप्ड सिस्टम पर विचार कर रहे हैं सिस्टम में कोई डेम्पिंग नहीं है इसलिए रेस्पॉन्स ओमेगा एन के संदर्भ में है और हम इसे नेचुरल पीरियड के संदर्भ में फिर से लिख सकते हैं और हमें यह व्यंजक मिल जायेगा और यह रेस्पॉन्स तब मान्य होगी जब t td से कम हो तो इस पल्स के बाद जब t td से अधिक हो जाता है तब सिस्टम फ्री वाईब्रेशन का अनुभव करेगा तो इस स्टेप फाॅर्स के कारण यह वाईब्रेशन कर रहा है और td पर इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट और कुछ वेग होगा तो यदि वह डिस्प्लेसमेंट और वेग के मान नॉन जीरो हैं तो इससे सिस्टम में एक फ्री वाईब्रेशन होगा हमने पहले फ्री वाईब्रेशन के लिए समीकरण प्राप्त किया है तो हम इसका उपयोग फ्री वाईब्रेशन रेस्पॉन्स खोजने के लिए कर सकते हैं तो एक सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम अनडेमप्ड सिस्टम के फ्री वाईब्रेशन को इस तरह व्यक्त किया जाता है और x td और x डॉट td डिस्प्लेसमेंट और वेग होते हैं क्योंकि समय td के बराबर है जो कि फ्री वाईब्रेशन की शुरुआत में होता है

अतः हम इस व्यंजक का उपयोग करके td पर डिस्प्लेसमेंट और वेग के मान ज्ञात कर सकते हैं हम यहां td के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और x td प्राप्त कर सकते हैं और हम इसे एक बार डिफ्रेंसियेट कर सकते हैं और td को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और हमें x डॉट td मिलेगा तो हम इसमें इन दोनों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और फ्री वाईब्रेशन के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं प्रतिस्थापन करें और इसे सरल करें हमें यह व्यंजक मिलेगा जो कि xt भाग स्टैटिक रेस्पॉन्स है p0 बाई k स्टैटिक रेस्पॉन्स है 2 साइन pi td बाई Tn प्लस साइन 2 pi t बाई Tn माइनस td बाई 2 Tn तो यह व्यंजक तब मान्य होता है जब समय td से अधिक हो तो यदि हम इस व्यंजक को देखें तो हम समझ सकते हैं कि यह रेस्पॉन्स t बाई Tn का एक फंक्शन है जो कि समय और नेचुरल पीरियड का अनुपात है और यह मात्रा td बाई Tn पर निर्भर करती है जो फिर से एक समय अनुपात है पल्स की अवधि और नेचुरल पीरियड का तो रेस्पॉन्स इस अवधि और नेचुरल पीरियड के अनुपात पर निर्भर करेगी तो आइए अब देखते हैं अब td बाई Tn के विभिन्न मानों के लिए रेस्पॉन्स की गणना करते हैं td बाई Tn 1 बटा 8 के बराबर है यदि हम इन दो व्यंजको का मूल्यांकन करते हैं और यदि हम इसे प्लॉट करते हैं तो हमें रेस्पॉन्स मिलेगा पूर्ण रेस्पॉन्स यह होगा और फाॅर्स वाईब्रेशन के दौरान जब t td से कम होता है यह रेस्पॉन्स होता है यह वास्तव में नॉर्मलाइज़्ड रेस्पॉन्स है इसलिए हम x t भाग p 0 बाई k को प्लॉट कर रहे हैं यह p 0 बाई k स्टैटिक डेफोर्मेशन है तो ये प्लॉट्स नॉर्मलाइज़्ड डिस्प्लेसमेंट या डेफोर्मेशन के लिए हैं तो यह लाल डॉटेड रेखा स्टैटिक रेस्पॉन्स को इंगित करती है तो इस स्तिथि में जब td बाई Tn 1 बटा 8 के बराबर होता है पल्स की अवधि बहुत कम होती है और पल्स के दौरान जब फोर्स्ड वाईब्रेशन हो रहा होता है तो स्टैटिक रेस्पॉन्स की तुलना में रेस्पॉन्स का एम्पलीटूड बहुत कम होता है तो यह डायनामिक रेस्पॉन्स बहुत कम है लेकिन फ्री वाईब्रेशन फेज के दौरान इसका एम्पलीटूड अधिक होता है तो डिस्प्लेसमेंट और वेग के आधार पर td पर जब समय td के बराबर है सिस्टम एक फ्री वाईब्रेशन से गुजरेगा और फ्री वाईब्रेशन एम्पलीटूड फोर्स्ड वाईब्रेशन एम्पलीटूड से अधिक है जैसा कि आप इस चित्र से देख सकते हैं यह फ्री वाईब्रेशन एम्पलीटूड है और यह फोर्स्ड वाईब्रेशन एम्पलीटूड से अधिक है तो इस रेस्पॉन्स का अधिकतम एम्पलीटूड पल्स के बाद होता है तो आइए हम इसकी जाँच करें जब td बाई Tn 1 बटा 4 है तो इस मामले में अवधि पिछले मामले की तुलना में अधिक है इसलिए जैसे जैसे पल्स की अवधि बढ़ रही है फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान रेस्पॉन्स भी बढ़ रहा है तो अब अवधि अधिक है डिस्प्लेस्मेंट भी बढ़ता है इस मामले में फिर से अधिकतम डिस्प्लेस्मेंट अधिकतम रेस्पॉन्स पल्स समाप्त होने के बाद होता है तो अधिकतम रेस्पॉन्स फ्री वाईब्रेशन फेज के दौरान हो रहा है तो यह फोर्स्ड वाईब्रेशन है यह एक फाॅर्स वाईब्रेशन रेस्पॉन्स है और फिर लाल डॉटेड रेखा स्टैटिक रेस्पॉन्स को दिखाती है तो फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान गडायनामिक रेस्पॉन्स स्टैटिक रेस्पॉन्स से कम होता है लेकिन फाॅर्स समाप्त होने के बाद रेस्पॉन्स बढ़ जाता है जो कि फ्री वाईब्रेशन फेज है डिस्प्लेस्मेंट अधिक होता है अब हम इसे td बाई Tn के एक अन्य मान के लिए देखते हैं तो td बाई Tn आधा है तो अब इस पल्स की अवधि बढ़ गई है पहले td बाई Tn 1 बटा 4 था अब यह उससे दोगुना है इसलिए जैसे जैसे अवधि बढ़ रही है रेस्पॉन्स भी बढ़ रहा है तो t बाई Tn 025 के बराबर होने के बाद यह रेस्पॉन्स स्टैटिक रेस्पॉन्स से अधिक है तो जैसे जैसे इस फाॅर्स की अवधि बढ़ रही है रेस्पॉन्स भी बढ़ रहा है पल्स के अंत में नॉर्मलाइज़्ड डेफोर्मेशन 2 के बराबर हो जाती है इसका मतलब है कि डायनामिक रेस्पॉन्स स्टैटिक रेस्पॉन्स का दोगुना है और हमने यह परिणाम तब प्राप्त किया था जब हमने एक स्टेप फाॅर्स के लिए रेस्पॉन्स फाॅर्स प्राप्त किया था तो जब एक स्टेप फाॅर्स कार्य कर रहा है तो सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम का अधिकतम एम्पलीटूड स्टैटिक रेस्पॉन्स से दोगुना होगा तो यहाँ जब पल्स की अवधि नेचुरल पीरियड की तुलना में आधी है तो हमें समान रेस्पॉन्स मिल रहा है इस फ्री वाईब्रेशन रेस्पॉन्स का एम्पलीटूड भी 2 के बराबर है इसका मतलब है कि फ्री वाईब्रेशन के दौरान भी अधिकतम डिस्प्लेस्मेंट स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट से दोगुना होगा जो कि p0 बाई k है इसलिए अब तक हमने जो परिणाम देखे हैं उनके आधार पर हमने देखा है कि जब td बाई Tn यानी पल्स की अवधि को सिस्टम की नेचुरल पीरियड से विभाजित करने की अवधि 05 से कम होती है तो पल्स समाप्त होने के बाद अधिकतम रेस्पॉन्स होता है अर्थात फ्री वाईब्रेशन के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स होता है तो यह परिणाम td बाई Tn बराबर आधे के लिए है तो इस मामले में अधिकतम रेस्पॉन्स अंतिम क्षण में होता है जब पल्स समाप्त होती है और वह तब होता है जब फ्री वाईब्रेशन शुरू होता है इसलिए जब td बाई Tn आधे से कम है तो अधिकतम रेस्पॉन्स फ्री वाईब्रेशन फेज के दौरान हो रहा है जो फाॅर्स के रुकने के बाद पल्स रुकने के बाद होता है आइए अब td बाई Tn के कुछ अन्य मानों के लिए रेस्पॉन्स ज्ञात करें तो जब td बाई Tn 075 के बराबर होता है तो हमारे पास इस तरह का पूर्ण रेस्पॉन्स होता है तो यह पल्स की अवधि है जो तब होती है जब स्टैटिक रेस्पॉन्स 0 नहीं होती है तो td बाई Tn 075 है तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि पल्स के दौरान अधिकतम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स हो रहा है तो फाॅर्स वाईब्रेशन के दौरान रेस्पॉन्स 0 से बढ़कर 2 के अधिकतम मान तक पहुंच जाता है और उसके बाद यह वापस आ जाता है लेकिन फाॅर्स वहीं रुक जाता है तो उस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट और वेग के आधार पर यह फ्री वाईब्रेशन जारी रखता है तो फ्री वाईब्रेशन रेस्पॉन्स फाॅर्स वाईब्रेशन के अधिकतम रेस्पॉन्स से कम है अब रेस्पॉन्स देखते हैं जब td बाई Tn बराबर 1 है तो जब td बाई Tn 1 के बराबर होता है तो रेस्पॉन्स इस प्रकार होता है इसका मतलब है फोर्स्ड वाईब्रेशन फेज के दौरान रेस्पॉन्स 0 से अधिकतम मान तक बढ़ जाता है जो कि 2 है जो नॉर्मलाइज़्ड रेस्पॉन्स है तो यह पिछले मामले के समान है रेस्पॉन्स 2 तक बढ़ जाता है फिर यह कम हो जाता है यह वापस आ रहा है तो सिस्टम स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट स्थिति के सापेक्ष फोर्स्ड वाईब्रेशन फेज के दौरान दोलन कर रहा है तो यह p 0 बाई k के सापेक्ष दोलन कर रहा है जो कि x बाई p 0 बाई k 1 है तो यह दोलन करना शुरू कर रहा है लेकिन जब t बाई Tn 1 के बराबर है जब पल्स रुक जाती है तो डिस्प्लेसमेंट और वेग दोनों 0 के बराबर हैं तो जब पल्स रुक जाती है तो फ्री वाईब्रेशन फेज के लिए प्रारंभिक शर्तें 0 होती हैं तो उसके कारण कोई भी फ्री वाईब्रेशन नहीं होगा तो यह सिर्फ एक बार दोलन करता है और वहीं रुक जाता है तो रेस्पॉन्स केवल पल्स के दौरान होगा जो फाॅर्स वाईब्रेशन फेज के दौरान होती है इस विशेष मामले के लिए कोई फ्री वाईब्रेशन नहीं होगा जब td बाई Tn 1 के बराबर हो तो इन दो रेस्पॉन्सेस के आधार पर हम देख सकते हैं कि अधिकतम रेस्पॉन्स पल्स के भीतर हो रहा है इसका मतलब है कि अधिकतम रेस्पॉन्स फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान हो रहा है तो हमने पहले देखा है कि जब td बाई Tn आधे से भी कम था अधिकतम डिस्प्लेसमेंट अधिकतम रेस्पॉन्स फ्री वाईब्रेशन फेज के दौरान हो रहा था लेकिन अब अधिकतम रेस्पॉन्स पल्स के भीतर है और हम देख सकते हैं कि पल्स के दौरान दोलन इस स्टैटिक डेफोर्मेशन के सापेक्ष है और पल्स के बाद जो कि फ्री वाईब्रेशन के दौरान है दोलन ओरिजिनल एक्विलिब्रियम पोजीशन के सापेक्ष होता है जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है अब td बाई Tn के अन्य मानों के लिए रेस्पॉन्सेस को देखते हैं तो जब td बाई Tn 125 के बराबर है तो रेस्पॉन्स इस प्रकार है पल्स के दौरान सिस्टम स्टैटिक डेफोर्मेशन के सापेक्ष दोलन कर रहा है और उसके बाद यह ओरिजिनल एक्विलिब्रियम पोजीशन के सापेक्ष दोलन करता है जो कि 0 रेस्पॉन्स है और फिर से अधिकतम डिस्प्लेस्मेंट फाॅर्स वाईब्रेशन के दौरान होता है जो कि पल्स के दौरान होता है इसी तरह td बाई Tn बराबर 15 के यह रेस्पॉन्स है तो पैटर्न पिछले वाले जैसा ही है तो यहाँ भी फाॅर्स वाईब्रेशन फेज के दौरान सिस्टम स्टैटिक डेफोर्मेशन के सापेक्ष दोलन करता है और फिर यह ओरिजिनल एक्विलिब्रियम पोजीशन के सापेक्ष दोलन करना शुरू कर देता है लेकिन यहां फ्री वाईब्रेशन और फोर्स्ड वाईब्रेशन फेज के दौरान एम्पलीटूड समान है तो यह प्रारंभिक स्थितियों के कारण है फ्री वाईब्रेशन फेज की शुरुआत में डिस्प्लेस्मेंट अधिकतम 2 है और वेग 0 है तो फ्री वाईब्रेशन के लिए भी अधिकतम एम्पलीटूड प्रारंभिक डिस्प्लेस्मेंट के समान होगा जो कि यहां 2 है तो अब रेस्पॉन्स देखते हैं जब td बाई Tn 175 के बराबर है इसी तरह का पैटर्न जारी रहता है पल्स के दौरान सिस्टम स्टैटिक एक्विलिब्रियम पोजीशन के सापेक्ष दोलन करता है और उसके बाद यह ओरिजिनल एक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस चला जाता है और अधिकतम रेस्पॉन्स फाॅर्स वाईब्रेशन के दौरान हो रहा है तो यह तब होता है जब td बाई Tn 2 के बराबर होता है यहां फाॅर्स वाईब्रेशन के दौरान सिस्टम दोलन करता है लेकिन फाॅर्स वाईब्रेशन के अंत में डिस्प्लेसमेंट और वेग दोनों 0 के बराबर होते हैं तो उसके कारण इस मामले में कोई भी फ्री वाईब्रेशन नहीं होगा तो यह उस स्थिति के समान है जब td बाई Tn 1 के बराबर है तो अब तक हमने जो परिणाम देखे हैं उनके आधार पर हम आयताकार पल्स एक्साइटेसन्स के लिए एक सिस्टम के रेस्पॉन्स के गुणों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो हमने देखा है कि जब यह td बाई Tn आधे से कम होता है तो अधिकतम रेस्पॉन्स पल्स समाप्त होने के बाद होती है जो कि फ्री वाईब्रेशन के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स होता है और जब td बाई Tn 05 से अधिक है तो पल्स के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स जो कि फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान है तो फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान संरचना स्टैटिक रेस्पॉन्स के सापेक्ष दोलन कर रही है और फ्री वाईब्रेशन के दौरान संरचना ओरिजिनल एक्विलिब्रियम पोजीशन के सापेक्ष दोलन करने के लिए वापस चली जाती है और यदि t पर डिस्प्लेसमेंट और वेग td के बराबर है अर्थात जब फाॅर्स समाप्त होता है यदि वह डिस्प्लेसमेंट और वेग 0 है तो पल्स के बाद कोई फ्री वाईब्रेशन नहीं होता है तो यह मानदंड संतुष्ट होता है जब td बाई Tn 1 2 3 वगैरह के बराबर होता है तो इन मानों के लिए कोई फ्री वाईब्रेशन नहीं होगा तो फोर्स्ड वाईब्रेशन के अंत में डिस्प्लेसमेंट और वेग 0 हैं इसका मतलब है कि फाॅर्स वाईब्रेशन के अंत में मास स्थिर हो जाता है और कोई फ्री वाईब्रेशन फेज नहीं होगा आइए अब हम आयताकार पल्स एक्साइटेसन के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स ज्ञात करें तो हम डेफोर्मेशन रेस्पॉन्स फैक्टर Rd की गणना कर सकते हैं तो हमने इसकी गणना पहले भी की है तो यह Rd डायनामिक एम्पलीटूड भाग स्टैटिक डेफोर्मेशन के बराबर है तो फोर्स्ड वाईब्रेशन फेज के दौरान हम रेस्पॉन्स के लिए व्यंजक को अधिकतम कर Rd की गणना कर सकते हैं फोर्स्ड वाईब्रेशन रेस्पॉन्स के लिए तो हमें केवल अधिकतम रेस्पॉन्स का पता लगाना है तो यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें Rd के लिए व्यंजक प्राप्त होगा जो कि डायनामिक रेस्पॉन्स के एम्पलीटूड भाग स्टैटिक रेस्पॉन्स के बराबर होगा तो जब td बाई Tn 05 से कम है तो Rd के लिए व्यंजक यह है 1 माइनस cos 2 pi td बाई Tn और जब td बाई Tn अनुपात आधे से अधिक है तो अधिकतम एम्पलीटूड 2 है अधिकतम एम्पलीटूड स्टैटिक डेफोर्मेशन का 2 गुना होगा लेकिन Rd का अधिकतम मान 2 है और फ्री वाईब्रेशन फेज के दौरान Rd मान फ्री वाईब्रेशन फेज के समान होगा तो यहां फ्री वाईब्रेशन फेज के दौरान हम Rd के मान की गणना इस प्रकार कर सकते हैं यह x 0 बाई p 0 बाई k बराबर होगा sin phi td बाई Tn के 2 मॉडुलुस के तो अगर हम इन दो व्यंजको को प्लॉट रहे हैं तो यह नीला एक फोर्स्ड वाईब्रेशन रेस्पॉन्स के लिए है तो प्रारंभ में जब td बाई Tn आधे से कम है तो हमारे पास यह व्यंजक 1 माइनस cos 2 pi td बाई Tn है तो वह हिस्सा है तो td बाई Tn आधे के बराबर होने के बाद है यानी यदि td बाई Tn आधे से अधिक है तो अधिकतम एम्पलीटूड दो ही होंगे चाहे td बाई Tn का मान कुछ भी हो तो यह प्लॉट स्तिथि Rd बनाम td बाई Tn है तो हम इसका उपयोग करके td बाई Tn के किसी भी मान के लिए Rd का मान ज्ञात कर सकते हैं और ओवरऑल मैक्सिमम एम्पलीटूड ओवरऑल मैक्सिमम रेस्पॉन्स इन दो वक्रों का एनवेलप होगा जो इन दो लाल और नीले मानो में से अधिकतम है तो हम इन दो वक्रों को जानते हैं इसलिए हम एनवेलप वक्रों का पता लगा सकते हैं तो ओवरऑल मैक्सिमम Rd होगा 2 गुना sin pi td बाई Tn जब td बाई Tn अनुपात आधे से कम है और ओवरऑल मैक्सिमम Rd 2 होगा यदि td बाई Tn आधे से अधिक है तो यदि हम इन दो प्लॉट्स का एनवेलप खींचते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा तो हम इस प्रकार के वक्रों का उपयोग करके किसी भी td बाई Tn मान के लिए Rd का मान ज्ञात कर सकते हैं तो यह डेफोर्मेशन रेस्पॉन्स फैक्टर है और इस वक्र को रेस्पॉन्स फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह td बाई Tn के सभी मानों के लिए मैक्सिमम रेस्पॉन्स देता है तो अब हम एक और पल्स एक्साइटेसन का रेस्पॉन्स देखते हैं जो कि हाफ साइन पल्स है तो पल्स का आकार हाफ साइन वेव है और एम्पलीटूड p0 है और पल्स की अवधि td है अतः गति के समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसलिए जब t td से कम होता है तो फाॅर्स p0 sin pi t बाई td हो जाएगा तो यह इस समय के दौरान 0 और td के बीच एक हार्मोनिक फाॅर्स है तो हम td से कम या उसके बराबर t के लिए फाॅर्स वाईब्रेशन रेस्पॉन्स पा सकते हैं यानी इस समय के दौरान सिस्टम फोर्स्ड वाईब्रेशन के अधीन है तो चूंकि यह एक हार्मोनिक फाॅर्स है सिस्टम हार्मोनिक वाईब्रेशन के अधीन है और हम हार्मोनिक वाईब्रेशन का रेस्पॉन्स जानते हैं तो जब ओमेगा जो कि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है यदि ओमेगा ओमेगा एन के बराबर नहीं है तो हम हार्मोनिक वाईब्रेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट रेस्पॉन्स के लिए व्यंजक जानते हैं तो यदि प्रारंभिक स्थितियाँ जो कि प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट और प्रारंभिक वेग 0 हैं तो डिस्प्लेसमेंट रेस्पॉन्सेस के लिए यह व्यंजक है हमने इसे हार्मोनिक वाईब्रेशन की चर्चा के दौरान प्राप्त किया था तो यह ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा n के लिए मान्य है

तो हम इसे नेचुरल पीरियड के संदर्भ में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं तो हम इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को नेचुरल पीरियड में परिवर्तित कर सकते हैं और इस व्यंजक को फिर से लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि यह x t जो कि डायनामिक रेस्पॉन्स भाग स्टैटिक रेस्पॉन्स है इस व्यंजक के बराबर है यहाँ td पल्स की अवधि है और Tn सिस्टम का नेचुरल पीरियड है तो जब ओमेगा ओमेगा n के बराबर होता है अर्थात फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो यह व्यंजक मान्य नहीं है क्योंकि यह अनिश्चित है अगर ओमेगा ओमेगा n के बराबर है तो हार्मोनिक वाईब्रेशन की चर्चा के दौरान हमने ओमेगा बराबर ओमेगा n के लिए रेस्पॉन्स का व्यंजक प्राप्त किया था तो 0 प्रारंभिक स्थितियों के लिए रेस्पॉन्स यह है तो हम इस व्यंजक को इस रूप में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और यह तब मान्य है जब td बाई Tn आधे के बराबर है जब td बाई Tn आधे के बराबर नहीं है यह समीकरण मान्य है लेकिन जब td बाई Tn आधे के बराबर है तो हम इस व्यंजक का उपयोग कर सकते हैं आइए अब हम फ्री वाईब्रेशन रेस्पॉन्स ज्ञात करें तो फ्री वाईब्रेशन रेस्पॉन्स उस डिस्प्लेसमेंट और वेग पर निर्भर करता है जब t बराबर td बराबर होता है यानि जब फाॅर्स रुक जाता है तो हम x td और x डॉट td का पता लगा सकते हैं और जब ओमेगा ओमेगा n के बराबर नहीं है तो हम रेस्पॉन्स के लिए व्यंजक का पता लगा सकते हैं वो भी तब जब यदि हम x td और x डॉट td के मान को प्रतिस्थापित करते हैं इस व्यंजक में और इसे सरल बनाने से हमें यह व्यंजक प्राप्त होगा

तो यहाँ मैं समय की कमी के कारण इसकी विस्तृत डैरीवेसन पर नहीं जा रहा हूँ यदि आप रुचि रखते हैं तो आप प्रतिस्थापन कर सकते हैं और आपको यह व्यंजक मिल जाएगा तो यह व्यंजक td बाई Tn आधे के बराबर नहीं है तो मान्य है तो जब td बाई Tn आधे के बराबर है जैसा कि हमने पिछले मामले में किया था तो हम एक और व्यंजक प्राप्त करेंगे तो वो यह होगा तो यह व्यंजक तब मान्य होता है जब td बाई Tn आधे के बराबर हो तो अब हम फोर्स्ड वाईब्रेशन रेस्पॉन्स और फ्री वाईब्रेशन रेस्पॉन्स जानते हैं जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर है और जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर नहीं है तो हम रेस्पॉन्सेस वक्रों को प्लॉट कर सकते हैं जब td बाई Tn 1 बटा 8 के बराबर होता है तो सिस्टम का रेस्पॉन्स इस तरह का होता है तो यह नॉर्मलाइज़्ड रेस्पॉन्स है जो डायनामिक रेस्पॉन्स x t भाग स्टैटिक रेस्पॉन्स एम्पलीटूड है जो कि p0 बाई k है तो यह लाल डॉटेड रेखा स्टैटिक रेस्पॉन्स को इंगित करती है तो वह फाॅर्स होगा जो इस हार्मोनिक फाॅर्स को k से विभाजित करने से प्राप्त होता है तो यह इस हार्मोनिक फाॅर्स का आकार होगा लेकिन एम्पलीटूड p0 बाई k होगा तो इस नॉर्मलाइज़्ड वक्र में एम्पलीटूड 1 होगा तो इस नीली रेखा में डायनामिक रेस्पॉन्स है तो जैसा कि यहां आयताकार पल्स के मामले में भी होता है जब td बाई Tn 1 बटा 8 होता है तो डायनामिक रेस्पॉन्स स्टैटिक रेस्पॉन्स की तुलना में बहुत छोटा होता है और इस फाॅर्स के समाप्त होने के बाद डायनामिक रेस्पॉन्स अपने अधिकतम एम्पलीटूड को प्राप्त कर लेता है जो कि फ्री वाईब्रेशन फेज के दौरान होता है तो अधिकतम एम्पलीटूड फ्री वाईब्रेशन फेज के दौरान होता है अब देखते हैं कि जब td बाई Tn बराबर 1 बटा 4 है इसी तरह का पैटर्न जारी रहता है क्योंकि फाॅर्स की अवधि बढ़ रही है डायनामिक रेस्पॉन्स भी बढ़ेगा और कुछ अवधि के लिए डायनामिक रेस्पॉन्स स्टैटिक रेस्पॉन्स से अधिक है तो यहाँ भी अधिकतम रेस्पॉन्स फ्री वाईब्रेशन के दौरान होती है जब पल्स रुक जाती हैं उसके बाद अब देखते हैं रेस्पॉन्स जब td बाई Tn आधे के बराबर है तो जैसा कि यहां आयताकार पल्स के मामले में भी पल्स की अवधि बढ़ने के साथ साथ डायनामिक रेस्पॉन्स भी बढ़ जाता है और पल्स समाप्त होने पर यह अधिकतम तक पहुंच जाता है इसलिए पल्स समाप्त होने पर यह डायनामिक रेस्पॉन्स अधिकतम मान तक पहुंच जाता है तो उसके बाद फ्री वाईब्रेशन शुरू हो रहा है तो यहाँ वेग 0 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अधिकतम है तो फ्री वाईब्रेशन उसी एम्पलीटूड से शुरू होता है जैसे यह तो फ्री वाईब्रेशन समान एम्पलीटूड के साथ जारी रहता है तो यहाँ हम यह भी देख सकते हैं कि जब td बाई Tn 05 से कम होता है तो पल्स समाप्त होने के बाद अधिकतम रेस्पॉन्स होता है यानी फ्री वाईब्रेशन के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स होता है और जब td बाई Tn 05 के बराबर होता है तो अधिकतम रेस्पॉन्स फ्री वाईब्रेशन के अंत में या शुरुआत में होती है और फ्री वाईब्रेशन के दौरान भी एम्पलीटूड इस अधिकतम एम्पलीटूड के समान होता है अब td बाई Tn के एक अन्य मान के लिए रेस्पॉन्स देखते हैं जो कि 075 है तो यहाँ सबसे अधिक रेस्पॉन्स पल्स के दौरान ही हो रहा है तो यह स्टैटिक रेस्पॉन है डायनामिक रेस्पॉन का अधिकतम मान यहां होता है यानी फाॅर्स के दौरान यह पल्स के भीतर होता है तो अब इसे td बाई Tn बराबर 1 के लिए देखते है तो यहाँ भी वही पैटर्न जारी है इसलिए फाॅर्स वाईब्रेशन के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स होता है और पल्स समाप्त होने के बाद फ्री वाइब्रेशन कुछ कम एम्पलीटूड के साथ जारी रहता है अब अधिकतम रेस्पॉन्स पल्स के भीतर है तो आइए td बाई Tn बराबर 125 के लिए रेस्पॉन्स देखते है तो यहाँ भी वही पैटर्न जारी रहता है पल्स के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स होता है और पल्स समाप्त होने के बाद फ्री वाईब्रेशन कम एम्पलीटूड के साथ शुरू होता है तो जब td बाई Tn 15 के बराबर होता है तो यहाँ फिर से पल्स के दौरान अधिकतम एम्पलीटूड होता है लेकिन पल्स के अंत में डिस्प्लेसमेंट और वेग 0 होता है तो इसके कारण कोई फ्री वाईब्रेशन नहीं होता है तो यह td बाई Tn बराबर 1 के समान ही परिणाम है जो आयताकार पल्स के दौरान होते है इसलिए यदि पल्स की अवधि अभी भी अधिक बढ़ती है अर्थात यदि td बाई Tn 175 के बराबर है तो हमें समान पैटर्न मिलता है जैसा td बाई Tn 125 के बराबर होने पर मिला है यहां फिर से पल्स के दौरान अधिकतम एम्पलीटूड होता है लेकिन फ्री वाईब्रेशन जारी रहता है और फ्री वाईब्रेशन एम्पलीटूड फाॅर्स वाईब्रेशन एम्पलीटूड से बहुत कम होता है यह पैटर्न तब भी जारी रहता है जब td बाई Tn 2 के बराबर होता है और जब td बाई Tn 25 के बराबर होता है तो पल्स के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स होता है पल्स के अंत में डिस्प्लेसमेंट और वेग 0 होते हैं तो वहां कोई फ्री वाईब्रेशन नहीं है तो यह td बाई Tn बराबर 15 के समान है तो इसके लिए कोई फ्री वाईब्रेशन फेज नहीं है जब td बाई Tn 3 के बराबर है तो भी रेस्पॉन्स यही है तो यहां अधिकतम एम्पलीटूड फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान होता है और फ्री वाईब्रेशन कम एम्पलीटूड के साथ जारी रहता है तो फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान अधिकतम एम्पलीटूड कम हो रहा है क्योंकि पल्सेस की अवधि बढ़ रही है इसलिए जब td बाई Tn छोटा था तो यह एम्पलीटूड अधिक था इसलिए जैसे जैसे td बाई Tn का मान फोर्स्ड वाईब्रेशन के दौरान बढ़ रहा हैं एम्पलीटूड कम हो रहा है इसलिए यानी जैसे जैसे अवधि बढ़ती है यह पल्स चपटी होती जा रही है इसलिए इसका मतलब है कि लोडिंग की दर कम हो रही है क्योंकि यह पल्स चपटी हो रही है तो इसका मतलब है डायनामिक प्रभाव कम हो रहे हैं डायनामिक रेस्पॉन्स स्टैटिक रेस्पॉन और करीब होता जा रहा है अत जैसे जैसे पल्स की अवधि बढ़ेगी यह अंतर कम होता जाएगा तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब td बाई Tn 05 से अधिक होता है तो अधिकतम रेस्पॉन्स पल्स के दौरान होती है और td बढ़ने पर अधिकतम रेस्पॉन्स कम हो जाएगा और यदि t बराबर td पर डिस्प्लेसमेंट और वेग 0 के बराबर है तो इसका मतलब है यदि यहाँ डिस्प्लेस्मेंट और वेग 0 है तो पल्स के बाद कोई फ्री वाईब्रेशन नहीं होता है तो और यह तब होता है जब td बाई Tn 15 25 वगैरह के बराबर होता है तो अब हम अधिकतम रेस्पॉन्स खोजते हैं तो अधिकतम रेस्पॉन्स खोजने के लिए हमें रेस्पॉन्स व्यंजको को अधिकतम करना होगा मैं डैरीवेसन के विवरण में नहीं जा रहा हूं तो यह डिफ़ॉर्मेशन रेस्पॉन्स फैक्टर है तो फाॅर्स वाईब्रेशन के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स इस तरह बदलता है और फ्री वाईब्रेशन के दौरान td बाई Tn के विभिन्न मानो के लिए अधिकतम रेस्पोंसे इस तरह बदलता है तो हम इस वक्र का उपयोग td बाई Tn के किसी भी मान के लिए अधिकतम रेस्पॉन्स ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं तो इसे इस पल्स एक्साइटेसन के लिए शॉक स्पेक्ट्रा या रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा के रूप में भी जाना जाता है और हम ओवरऑल मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं यह इन दोनों वक्रों का एनवेलप होगा जो इन दोनों वक्रों का अधिकतम मान है तो कुल मिलाकर यह अधिकतम है तो td बाई Tn के किसी भी मान के लिए हम केवल अधिकतम रेस्पॉन्स पा सकते हैं यदि आपको आयताकार पल्स एक्साइटेसन के लिए यह शॉक स्पेक्ट्रम याद है तो हमें याद होगा कि अधिकतम td बाई Tn के उच्च मानो के लिए ओवरऑल मैक्सिमम रेस्पॉन्स 2 थी तो साइन पल्स हाफ साइन पल्स के मामले में यह बहुत कम है यह 1 के करीब है तो हम अधिकतम रेस्पॉन्स में यह कमी क्यों देख रहे हैं तो एक आयताकार पल्स के मामले में लोड अचानक लगाया जाता है तो पल्स से पहले लोड एम्पलीटूड 0 है और जब पल्स शुरू हो रहा है तो यह लोड p0 का अचानक आवेदन है तो वहाँ डायनामिक प्रभाव अधिक हैं इसलिए यही कारण है कि td के उच्च मानो के लिए भी हमें अधिकतम रेस्पॉन्स 2 मिलेगा यह रेस्पॉन्स फैक्टर 2 है लेकिन साइन पल्स के मामले में लोड का आवेदन क्रमिक है तो यह 0 से बढ़ता है और धीरे धीरे यह p0 पर पहुंच जाता है तो इस मामले में डायनामिक प्रभाव कम हैं इसलिए अधिकतम एम्पलीटूड 2 से कम है तो जैसे जैसे पल्स की अवधि बढ़ती है td बढ़ने पर यह साइन पल्स चपटी और चपटी हो जाती है इसका मतलब है लोडिंग की दर कम और कम होती जाती है इसलिए डायनामिक प्रभाव भी कम हो जाएगा तो यदि td का मान बहुत ज्यादा है तो डायनामिक प्रभाव बहुत कम होंगे और यह रेस्पॉन्स फैक्टर 1 के करीब है इसका मतलब है डायनामिक रेस्पॉन्स स्टैटिक रेस्पॉन्स के करीब है तो हमने दो अलग अलग प्रकार की पल्स के लिए रेस्पॉन्सेस को देखा है इसलिए परिणामों के आधार पर हम शार्ट पल्सेस के लिए एक अनुमानित विश्लेषण विधि पा सकते हैं तो अब तक हमने देखा है कि यदि पल्स की अवधि Tn बाई 2 से अधिक है अर्थात नेचुरल पीरियड बाई 2 तो पल्स के दौरान सिस्टम का ओवरऑल मैक्सिमम डिफ़ॉर्मेशन होता है और पल्स का आकार अधिकतम रेस्पॉन्स को प्रभावित करता है तो एक आयताकार पल्स के मामले में पल्स के दौरान अधिकतम रेस्पॉन्स इस साइन पल्स के कारण रेस्पॉन्स से अधिक होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आयताकार पल्स के दौरान लोड अचानक लागू होता है और साइन पल्स में लोड आवेदन क्रमिक होता है तो जब td Tn बाई 2 से ज्यादा हो जाता है तो पल्स का आकार अधिकतम रेस्पॉन्स को प्रभावित करता है इसलिए जब td Tn बाई 2 से कम होता है तो सिस्टम का ओवरऑल मैक्सिमम रेस्पॉन्स फ्री वाईब्रेशन के दौरान होता है तो पल्स के बाद अधिकतम रेस्पॉन्स होता है और यह रेस्पॉन्स पल्स के टाइम इंटीग्रल द्वारा नियंत्रित होता है इसलिए यदि पल्स की अवधि Tn बाई 2 से कम है तो रेस्पॉन्स पल्स के क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होती है ना कि पल्स के आकार से इस वक्र के नीचे का क्षेत्र रेस्पॉन्स तय करता है तो यदि td 0 पर जाता है तो यह पल्स शुद्ध इम्पल्स के बराबर हो जाएगी तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी इम्पल्स बहुत कम समय में लगने वाला फाॅर्स है तो यदि स्टेडी 0 की ओर जाता है तो यह पल्स एक इम्पल्स बन जाती है और उस इम्पल्स के परिमाण की गणना टाइम इंटीग्रल के रूप में की जा सकती है तो यह pt इस फाॅर्स गुना dt के लिए व्यंजक होगा तो यदि आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इस वक्र के नीचे का क्षेत्र मिलेगा और वह है इम्पल्स का परिमाण और यदि पल्स की अवधि बहुत कम है यदि अवधि Tn बाई 2 से कम है तो हम इस पल्स एक्साइटेसन को इस परिमाण के साथ एक इम्पल्स के रूप में अनुमानित कर सकते हैं इम्पल्स का परिमाण इस फाॅर्स का क्षेत्रफल होगा तो I इम्पल्स का परिमाण है तो रेस्पॉन्स का अनुमान I गुना यूनिट इम्पल्स फंक्शन के रूप में लगाया जा सकता है हमने पिछले व्याख्यान में यूनिट इम्पल्स फंक्शन को प्राप्त किया था तो इस पल्स के कारण रेस्पॉन्स इस शार्ट पल्स का अनुमान यूनिट इम्पल्स फंक्शन गुना पल्स के क्षेत्रफल के रूप में लगाया जा सकता है और अधिकतम डिफ़ॉर्मेशन की गणना I बाई k 2 pi बाई Tn या I बाई m ओमेगा n के रूप में की जा सकती है तो समान एम्पलीटूड के विभिन्न प्रकार के पल्स आकार के लिए यदि यह td Tn बाई 2 से कम है तो हम इस पल्स को एक इम्पल्स के रूप में समान कर सकते हैं तो इम्पल्स परिमाण इन वक्रों के क्षेत्रफल के बराबर होगा तो एक पल्स के आकार के मामले में इसे परिमाण p0 td के साथ एक इम्पल्स में व्यक्त किया जा सकता है और उस स्थिति में अधिकतम डिफ़ॉर्मेशन यह होगी नॉर्मलाइज़्ड डिफ़ॉर्मेशन जो कि डायनामिक एम्पलीटूड भाग स्टैटिक एम्पलीटूड है ये आयताकार पल्स के मामले में 2 pi td बाई Tn होगा तो एम्पलीटूड p0 के साथ एक साइन पल्स के मामले में इम्पल्स 2 बाई pi p 0 td के बराबर होगा और डिफ़ॉर्मेशन रेस्पॉन्स फैक्टर यह होगा और त्रिकोणीय पल्स के लिए क्षेत्रफल इम्पल्स के बराबर होगा तो p 0 td बाई 2 और यहाँ अधिकतम डिफ़ॉर्मेशन यह होगी तो यह चित्र इन तीन अलग अलग पल्सेस के लिए शॉक स्पेक्ट्रा दिखाता है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यदि td बाई Tn का मान आधे से कम हैं तो शॉक स्पेक्ट्रा को एक सीधी रेखा के रूप में अनुमानित किया जा सकता है और उस समीकरण को इन तीन व्यंजको के रूप में अनुमानित किया जाएगा तो यदि पल्स की अवधि नेचुरल पीरियड के आधे से कम है तो हम नॉर्मलाइज़्ड रेस्पॉन्स की गणना के लिए इन अनुमानित व्यंजको का उपयोग कर सकते हैं तो शॉक स्पेक्ट्रा को इस सीधी रेखा के रूप में अनुमानित किया जा सकता है यदि td बाई Tn आधे से कम है तो यहाँ हमने समान एम्पलीटूड वाली पल्स आकृतियों पर विचार किया है तो अब हम समान पल्स आकृतियों पर विचार करेंगे लेकिन विभिन्न एम्पलीटुडस के साथ ताकि इन सभी पल्सेस का इम्प्लस परिमाण समान हो तो यहाँ इन सभी पल्सेस का इम्पल्स परिमाण समान है जो p 0 td बाई 2 के बराबर है तो यह इन वक्रों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है तो एम्पलीटुडस अलग अलग हैं तो यदि आप गणना करते हैं तो अधिकतम डिफ़ॉर्मेशन समान होगा क्योंकि क्षेत्रफल समान है डिफ़ॉर्मेशन भी समान है इम्पल्स परिमाण समान है तो अब आइए इस मामले में शॉक स्पेक्ट्रा को देखें तो यहाँ एम्पलीटुडस भिन्न हैं लेकिन इन वक्रों के नीचे का क्षेत्रफल समान है तो यह तब होता है जब td बाई Tn आधे के बराबर होता है और जब td बाई Tn बराबर 1 बटा 4 होता है यानी जब यहां ऐसा होता है तब तक तीनों स्पेक्ट्रा समान मान देते हैं इसलिए जब td Tn बाई 4 से कम है तो पल्सेस का क्षेत्रफल समान होने पर पल्स का आकार महत्वहीन होता है तो यदि पल्स के आकार की परवाह किए बिना क्षेत्रफल समान है तो हमें वही डिफ़ॉर्मेशन मिलेगी इसलिए हम इन परिणामों का उपयोग शॉर्ट पल्स के तहत सिस्टम की अधिकतम रेस्पॉन्स की गणना के लिए भी कर सकते हैं इसलिए यदि पल्स की अवधि Tn बाई 4 से कम है तो फंक्शन के आकार पर ध्यान दिए बिना हमें समान रेस्पॉन्सेस मिलेंगे अब हम एक उदाहरण समस्या को हल करते हैं हमारे पास एक ऊंचा पानी का टैंक है तो यह वही पानी की टंकी है जिस पर हमने पहले विचार किया था तो इस सिस्टम का वजन और स्टिफनेस दिया है वजन 10003 किप्स दिया गया है और सपोर्टिंग सिस्टम के स्टिफनेस 82 किप्स प्रति इंच है और टैंक को चित्र ए और बी में दिखाए अनुसार फाॅर्स के अधीन किया गया है टैंक का सपोर्ट करने वाले टॉवर के बेस पर अधिकतम बेस शियर और बेन्डिंग मोमेंट खोजें तो हमें इस सपोर्ट पर शियर और बेन्डिंग मोमेंट खोजना होगा तो अब हम इसे पहले पल्स फाॅर्स के लिए ज्ञात करते हैं तो हमारे पास वजन है तो हम मास की गणना कर सकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण और स्टिफनेस से विभाजित वजन 82 किप्स प्रति इंच दिया गया है तो हम नेचुरल पीरियड को 112 सेकंड के रूप में पा सकते हैं और इस पल्स की अवधि 008 सेकंड के रूप में दी गई है तो इसका उपयोग करके हम अनुपात td बाई Tn की गणना कर सकते हैं जो कि 0071 के बराबर आता है तो हमने अभी सीखा है कि यदि यह td बाई Tn अनुपात 1 बटा 4 से कम है तो हम इसे हल करने के लिए अनुमानित विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं तो यह 0071 025 से कम है तो हम अनुमानित विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं तो फोर्सिंग फंक्शन को एक इम्पल्स फाॅर्स के रूप में माना जा सकता है और वह परिमाण इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल है तो हम ट्रॅपेजोइडल विधि का उपयोग करके इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं तो इसे ट्रॅपेजोइडल के रूप में अनुमानित करें और हम इस ट्रापेज़ोइड के क्षेत्रफल के योग के रूप में क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं तो पहले स्टेप के लिए टाइम स्टेप 002 है इसलिए 002 बाई 2 इस तरफ प्लस इस तरफ तो यह 0 प्लस 40 है तो अगले के लिए यह साइड यह साइड प्लस यह साइड है इसलिए फिर से 40 प्लस 16 है तो तीसरे के लिए 16 प्लस 4 16 प्लस 4 अंतिम है यह सिर्फ 4 प्लस 0 है तो हम 12 किप्स सेकंड के रूप में क्षेत्रफल पा सकते हैं तो एक बार जब हमारे पास इम्पल्स का परिमाण होता है तो हम उस इम्पल्स के कारण अधिकतम रेस्पॉन्स पा सकते हैं इसकी गणना I बाई k 2 pi बाई नेचुरल पीरियड द्वारा की जाती है तो हम मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं I यहाँ 12 है k यह 82 है तो हमारे पास 2 pi है और नेचुरल पीरियड 112 है तो हमें अधिकतम रेस्पॉन्स 0821 इंच के रूप में मिलता है तो अब हम अधिकतम डिस्प्लेसमेंट जानते हैं तो हम फाॅर्स पा सकते हैं तो हमारे पास स्टिफनेस का मान है तो हम एक्विवैलेन्ट स्टैटिक फाॅर्स पा सकते हैं तो इस टैंक पर कार्य करने वाला एक्विवैलेन्ट स्टैटिक फाॅर्स अधिकतम डिस्प्लेसमेंट का k गुना है तो यह उस डिस्प्लेसमेंट का 82 गुना होगा जिसकी हमने अभी गणना की थी तो यह 673 किप्स के बराबर होगा तो यह सिस्टम एक वर्टिकल कैंटिलीवर के बराबर है यानी यह सपोर्टिंग सिस्टम वर्टिकल कैंटिलीवर की तरह है और 673 किप्स के बराबर फाॅर्स यहां काम कर रहा है तो हम इसका शियर फाॅर्स डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं तो शियर पूरे सेक्शन में स्थिर रहेगा तो बेस शीयर भी 63 किप्स के बराबर है आप उस मोमेंट को पा सकते हैं यह इसे दूरी से गुणा करने उस स्थान पर मोमेंट देगा तो यह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो बेस पर मोमेंट 673 गुना लम्बाई है जो 80 फीट है तो यह 538 किप्स फीट के बराबर होगा अब अगले पल्स फोर्स के लिए पल्स की अवधि 08 सेकंड है तो यह एक लंबी पल्स है तो यह 08 अवधि td बाई Tn अनुपात 071 के बराबर देता है तो यह 025 से अधिक है तो हम अधिकतम रेस्पॉन्स खोजने के लिए अनुमानित विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो हमें शॉक स्पेक्ट्रम का उपयोग करके डिफ़ॉर्मेशन रेस्पॉन्स फैक्टर का पता लगाना होगा क्योंकि हमने td बाई Tn के विभिन्न मानो के लिए Rd के मान की गणना की है हमें वह व्यंजक मिला है तो हम उस शॉक स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकते हैं और अधिकतम रेस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक आयताकार पल्स पल्स के लिए ओवरऑल मैक्सिमम रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम था इसलिए हमने इसे पहले बनाया है तो अब हम इसका उपयोग करेंगे और td बाई Tn बराबर 071 के लिए Rd का मान पता करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि यह td बाई Tn का मान 05 से अधिक है तो यह Rd जो डिफ़ॉर्मेशन रेस्पॉन्स फैक्टर है 2 के बराबर है इसका मतलब है कि अधिकतम डायनामिक रेस्पॉन्स स्टैटिक रेस्पॉन्स से दोगुनी है और स्टैटिक रेस्पॉन्स p0 बाई k है तो अधिकतम रेस्पॉन्स p0 बाई k 2 के बराबर है तो हम अधिकतम रेस्पॉन्स पा सकते हैं जो हम जानते हैं कि p 0 जो 10 kips के बराबर है और k पहले से ही 82 के रूप में दिया गया है तो यदि हम मानो को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें अधिकतम रेस्पॉन्स 244 इंच प्राप्त होगी तो अब जैसा कि हमने यहां किया था हम फाॅर्स और मोमेंट शियर वगैरह पता कर सकते हैं तो एक्विवैलेन्ट स्टैटिक फाॅर्स अब k गुना u 0 के बराबर है जो कि 82 गुना 244 है जो कि 20 kips के बराबर आ रहा है तो दूसरे पल्स फाॅर्स के दौरान सिस्टम पर कार्य करने वाला एक्विवैलेन्ट फाॅर्स 20 किप्स होता है तो बेस शीयर भी 20 किप्स होगा और बेस मोमेंट 20 गुना 80 होगा तो वह 1600 किप्स फीट है